व्याख्यान - 30 में आपका स्वागत है आज हम कुछ प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो इंजीनियरिंग अभ्यास में प्रासंगिक हैं इस मॉड्यूल तक हमने इंजीनियरिंग अभ्यास के विभिन्न वर्गों को कवर किया है और हमने विस्तार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है आज हम कुछ प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इन विषयों के लिए प्रासंगिक हैं जो हम एक विशेष सत्र में चर्चा नहीं कर सके लेकिन इसके लिए व्यापक ध्यान देने की आवश्यकता है तो आने वाले बाद के मॉड्यूल में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं और इसके बारे में विस्तृत चर्चाकरते हैं इसलिए आज हम उन प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो इंजीनियरों के लिए नैतिक आचरणसंबंधित हैं इस मॉड्यूल में पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न इस प्रकार हैं वह क्या है जो एक अच्छा इंजीनियर और अच्छी इंजीनियरिंग बनाता है आज इंजीनियरिंग के अभ्यास का क्या मूल्य है कौन कौन से उन मूल्यों में विशेष रूप से नैतिक मूल्य हैं उन लोगों द्वारा जीवन मूल्यों का क्या अनुभव है और एक समाज और संगठन में काम करना जो उन मूल्यों पर अभ्यास करने के लिए आप पर भरोसा करते हैं ये मूल्य आपको कैसे प्रभावित करते हैं और आप उनका अभ्यास करने से किस प्रकार के व्यक्ति बनते हैं यह पहला सवाल है जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं और जो हम यहां पाते हैं वह है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इंजीनियरिंग का व्यवसाय कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अर्थव्यवस्था इंजीनियर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और ऐसी अर्थव्यवस्था इंजीनियर के योगदान में विश्वास रखती हैं इसलिए उनके उनके नैतिक आचरण के बारे में सोचना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आचरण विशेष रूप से इंजीनियरों का आचरण जो केवल पेशेवर होने की बात नहीं करता है बल्कि यह आचरण समाज पर भी भारी प्रभाव डालता है अब यहाँ पर चर्चा की बात यह है अगर वहाँ पर इंजीनियरों के पेशेवर आचरण को इतना महत्व दिया जाता है और समाज इस पर बहुत महत्व देते हैं फिर क्या एक इंजीनियर को अच्छा बनाता है हम यहां इस बात पर उस आधार पर चर्चा करें कि वह क्या है जो कि एक इंजीनियर को अच्छा बनाता है और उनके अच्छा आचरण को नैतिक आचरण के रूप में निर्णय लेने के लिए क्या आधार हैं यह अब चर्चा का मुख्य केंद्र होगा एक अच्छे इंजीनियर एक व्यक्ति की तरह है जो स्वास्थ्य सुरक्षा और जनता का कल्याण को सर्वोपरि ध्यान में रखता है तो जैसे कि यह इंजीनियरों के कम गुणवत्ता वाले डिजाइन को अर्जित करने और उच्च प्रतिफल के लिए पास करने वाले डिजाइन के बीच में एक विरोधाभास को दर्शाता है वह इंजीनियर क्या करने जा रहा है यह अपेक्षित है कि इंजीनियर सेवाओं का सबसे अच्छा देने में समझौता नहीं करता है बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग आउटपुट के संबंध में जनता के साथ संवाद करने में ईमानदारी और उद्शेयित है और यही गुण जो इंजीनियरों के लिए अपेक्षित हैं तो जो हम पाते हैं वह ईमानदारी और विश्वसनीयताहो सकती है ये महत्वपूर्ण गुण हैं जो हम इंजीनियरों से उम्मीद करते हैं जैसे वे अपने नियोक्ता के लिए वफादार प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं वे भ्रामक कृत्यों से बचते हैं और वे खुद का ईमानदारी से जिम्मेदारी से नैतिक और कानूनी रूप से आचरण करते हैं जिससे वे पेशे की प्रतिष्ठा उपयोगिता और सम्मान बढ़ाएं इसलिए उन्हें पेशे में जिम्मेदार कृत्यों को सम्मान देना होगा उन्हें कानून का पालन करना होगा ये इंजीनियरों से कुछ उम्मीदें हैं फिर यदि वह अपेक्षा है तो यह पेशा कुछ निश्चित नैतिक मूल्य की मांग करता है और शायद उन प्रमुख मूल्यों में से एक है ईमानदारी इसलिए जो हम पाते हैं वह यह है क्योंकि यदि आप कमाई करने की बात कर रहे हैं तो गुणवत्ता में समझौता करने की आवश्यकता है जो मुझे अधिक कमाई देने वाला है और यदि अगर मैं अपने पेशे के प्रति ईमानदार नहीं हूँ तो मैं बड़े पैमाने पर जनता के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी के लिए ईमानदार नहीं हूँ तो मैं मेरी व्यक्तिगत कमाई के बारे में सोचना और उत्पाद की गुणवत्ता पर समझौता की ओर अधिक झुक सकता हूं इसलिए ईमानदारी इंजीनियरिंग पेशा के नैतिक मूल्यों के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है इसलिए क्योंकि यह नियोक्ता के लिए बड़े समाज के लिए और स्वयं के लिए भी ईमानदार होने की मांग करता है इसलिए नियोक्ता के साथ साथ अन्य हितधारकों के साथ जानकारी साझा करने में इंजीनियर के लिए ईमानदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है उन्हें अपने फायदे के लिए दूसरों को गुमराह करना या धोखा देना नहीं चाहिए इंजीनियर के लिए कम गुणवत्ता वाली सामग्री के लिए अनुमोदन करना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है विशेष रूप से बांध या अन्य परियोजना के लिए चाहे अपने स्वयं के लाभ के लिए और अपने नियोक्ताओं के लाभ के लिए तो जैसे सब झूठ अनैतिक नहीं हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से एक बेईमानी है तो कभी कभी एक जीवन को बचाने के लिए नैतिक रूप से झूठ स्वीकृत होते हैं लेकिन ये बहुत दुर्लभ मामले हैं तो ईमानदारी नैतिक मूल्यों के एक है अपेक्षित स्तंभों की तरह है आगे यदि आप एक और स्तंभ के बारे में सोच रहे हैं तो वह व्यक्ति के चरित्र की अखंडता है अखंडता एक व्यक्ति के चरित्र में दृढ़ता की बात करती है जैसे कि व्यक्ति सोचता है जब आप व्यक्ति की अखंडता की बात कर रहे होते हैं तो विभिन्न स्थितियों में निर्णय लेना बहुत अलग नहीं है तो कुछ गुण जो सत्यनिष्ठा अखंडता से जुड़े नहीं हो सकते हैं वह हैं जैसे केवल स्वार्थ के बारे में सोचना स्थितियों को स्पष्ट रूप से देखने से इनकार करना और हमेशा खुद को सही मानना ये अखंडता वाले लोगों के गुण नहीं हैं इसलिए निष्ठा रखने वाला व्यक्ति धन के मामले में भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करता है वह डिजाइन या जो किसी उत्पाद को स्वीकृति नहीं दे सकता जो कि लागत को कम कर सकता है जो कि बड़े पैमाने पर जनता का स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा तो अखंडता का अर्थ है एक समय की पुनरावृत्ति में स्थिरता तो यह किसी एक व्यक्ति के चरित्र का लक्षण है अगला जो हम सोच सकते हैं वह है नैतिक मूल्यों में से एक विश्वसनीयता है इसलिए अगर मैं विश्वसनीय हूं अगर मैं भरोसेमंद हूं अगर मैं अपने किए गए वादों को पूरा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध रखता हूं ताकि ऐसे व्यक्ति को विश्वसनीय कहा जाता है इसलिए विश्वसनीयता व्यक्ति की एक ऐसी इच्छा है जो वादों को पूरा करना चाहता है और जो उन वादों को पूरा करने के लिए सभी प्रयासों को लेने के लिए उन्हें जिम्मेदार बनाता है और जो इस प्रकार व्यक्ति की विश्वसनीयता में वृद्धि का मतलब है कि मैं पसंद कर सकता हूं कि कोई मुझ पर भरोसा कर सकता है मैं भरोसेमंद हूं अगला जब आप निष्ठा की बात करते हैं इसलिए निष्ठा किसी के प्रति मेरी प्रतिबद्धता की तरह है अब यह प्रश्न यह है कि कौन है जो बहुत महत्वपूर्ण है जब हम इंजीनियरिंग नैतिकता की चर्चा कर रहे हैं तो मैं अपने पेशे के प्रति वफादार हूं तो मैं अपने संगठन के प्रति वफादार हूं और मैं बड़े पैमाने पर जनता के लिए वफादार हूं इसलिए अगर मैं खुद के प्रति वफादारी की बात कर रहा हूं तो यह स्वयं की बात करता है ईमानदारी यह आपके चरित्र की ईमानदारी की बात करती है अगर आप अपने संगठन के प्रति वफादारी की बात कर रहे हैं तो यह नियोक्ताओं की गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखने की बात करता है जैसे कि व्यापार रहस्य या अन्य प्रासंगिक जानकारी का खुलासा नहीं करना जो प्रतियोगियों के लाभ का हो सकता है और कंपनी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है जब हम बड़े पैमाने पर जनता के प्रति वफादारी बात कर रहे हैं तो यह सोचने की बात करता है जैसे आप समझ रहे हैं बड़े पैमाने पर सुरक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे और बड़े पैमाने पर जनता के प्रति प्रति कर्तव्य का हिस्सा हैं इसलिए ऐसा हो सकता है जैसे कि संगठन एक ऐसी परियोजना को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हों जो बड़े पैमाने पर जनता के लिए पूरी तरह से फायदेमंद न हो तो हो सकता है कि आप और उस संगठन के आपके कर्मचारी को दुविधा का सामना करना पड़े कि आप किसके प्रति वफादार है इसलिए यह सबसे पहले आपके संगठन के प्रति आपकी निष्ठा है लेकिन आपकी बड़े पैमाने पर जनता के प्रति वफादारी का मतलब है यह भी है कि अगर संगठन कुछ सही नहीं कर रहा है तो आपको यह करना चाहिए कि आप पहले अपने पेशेवर विशेषज्ञता के आधार पर संगठन को समझाने की कोशिश करते हैं कि अपनी प्रथाओं के बारे में सचेत करना चाहिए जिनका ध्यान रखना आवश्यक है और जो सुधार की जरूरत है ताकि जनता का हित ख़तरे में न पड़े लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है संगठन इन मुद्दों का ठीक से जवाब देने जैसा नहीं है तो यह आपकी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निष्ठा है जो सर्वोच्च है और फिर आप ध्यानाकर्षित कर सकते हैं और जनता को आपके संगठन के प्रोजेक्ट के खतरों के बारे में बता सकते हैं और इसे ही आपका जिम्मेदारी से भरा कार्य कहा जा सकता है तो यह आपके द्वारा किए गए विकल्पों के लिए जिम्मेदार है यह यह आपको जिम्मेदार बना रहा है उस निर्णय के लिए जो आपने लिया है इसलिए क्योंकि लोग अपनी क्षमता पर भरोसा या कार्यों को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से करने की इच्छा करते हैं और यह बहुत से लोगों को प्रभावित करता है इसलिए खुद की कार्रवाई की जिम्मेदारी लेते हुए पर्यावरण के हित को नुकसान नहीं है यह देखने की जिम्मेदारी लेना है इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना टिकाऊ परियोजनाएं बनाना ये उन इंजीनियरों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य भी हैं जिन्हे आवश्यक माना जाता है निष्पक्षता इसलिए हम ईमानदारी की बात कर रहे थे हम जिम्मेदारी की बात कर रहे थे हम विश्वसनीयता की बात करते थे हम ईमानदारी की भी बात कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर ये सभी उपलब्ध हैं वहाँ जो तस्वीर में आता है वह निष्पक्षता है निष्पक्षता वह एक मूल्य है जहां इंजीनियर विश्लेषण के आधार परियोजना की डिजाइन बारे में निर्णय की कोशिश करता है सभी अलग अलग संभावित विकल्प या परिणाम का पक्ष और विपक्ष में आने वाले परिणामों का मूल्यांकन करके ऐसा हो सकता है अगर किसी विशेष कार्रवाई के लिए सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम भी हों तो आप सिर्फ सकारात्मक परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हम नकारात्मक परिणामों की अनदेखी कर रहे हैं हम पूरी तस्वीर को एक साथ नहीं देख पा रहे हैं लेकिन इससे पहले कि हम कोई कार्रवाई करें किसी भी डिजाइन को आंकना बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हमने बनाया है जिस भी पद्धति का हम अनुसरण करने जा रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कार्रवाई के पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए न्याय करें और फिर एक विशेष कार्रवाई को अपनाएं या कार्यों का संयोजन इस तरह करें जो कि नुकसान को कम करने और लाभ में वृद्धि करने जा रहा है जो कि यह केवल लाभ पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है लेकिन हम एक शुद्ध विश्लेषण कर रहे हैं इस बात पर विचार करना कि नुकसान कैसे कम हुआ है क्या नुकसान को रोका गया है या नहीं नुकसानदेह भाग के लिए और रोकने के लिए और सभी संभावित परिणामों के चयन करके क्या सक्रिय कदम उठाए हैं यह सिर्फ विशेष निष्कर्ष की तरफ जाना नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ व्यक्तिगत लगाव उस निष्कर्ष के लिए हो सकते हैं मेरे पास उस निष्कर्ष के लिए कुछ प्राथमिकताएं हो सकती हैं लेकिन तर्कसंगत और तार्किक रूप से मैं अपना विकल्प चुनने से पहले सभी विकल्पों का अवलोकन कर रहा हूं इसे ही निष्पक्षता कहा जाता है तो पेशेवरों के रूप में इंजीनियरों को ऐसे विकल्प बनाने चाहिए जो निष्पक्ष प्रकृति के हों और जो बड़े पैमाने पर जनता के सबसे बड़े हित में है और स्वयं स्वार्थ केंद्रित नहीं होने चाहिए इसलिए हम व्यक्तिगत नैतिकता में 3 महत्वपूर्ण बातें पाते हैंईमानदारी निष्ठा और निष्पक्षता यह व्यक्तिगत स्तर पर पेशेवर स्तर पर इंजीनियरों के लिए नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है हम पाते हैं कि उनके पास काम करने की क्षमता होनी चाहिए उन्हें उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना चाहिए और लाभार्थियों की अत्याधिक सुरक्षा पर सुनिश्चित होनी चाहिए साथ ही हम पेशेवर नैतिकता के एक हिस्से के रूप में जो पाते हैं उन्हें स्थिरतासततता का बढ़ावा देना चाहिए उन्हें पर्यावरण संरक्षण की ओर देखना चाहिए और उन्हें लोक कल्याण में भी ध्यान होना चाहिए तो ये पेशेवर नैतिकता के अंग हैं अब हम क्यों पेशेवर नैतिकता के एक हिस्से के रूप में इन पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि संगठन कुछ ऐसे कार्य कर सकता है जो उनके हित में हो सकता है लेकिन लाभार्थियों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है फिर संगठन कुछ उत्पाद विकसित कर रहा है जो इन व्यावसायिक नैतिकताओं से निर्देशित है या केवल मानव के हित में ही है लेकिन यह पर्यावरण के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए आने वाली आपदा है तो पेशेवर नैतिकता के आधार पर एक इंजीनियर के रूप में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए तरह या पर्यावरण पर आधारित चिंता के रूप में आप अपनी बात जोरदार तरीके से रख सकते हैं डिजाइन के हिस्से में क्या कमी है परियोजना के कार्यान्वयन का सामान्य हिस्सा में क्या कमी है इस परियोजना को लागू करने में क्या कमी है और क्या आवश्यक कार्य सावधानी बरतने की आवश्यकता है जिससे पर्यावरण का नुकसान न हो और आने वाली पीढ़ियों के नुकसान का कारण न बने इसलिए हम यहाँ एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करेंगे क्योंकि हम कभी पहले बात कर रहे थे जब आपके संगठनात्मक हित का बड़े पैमाने पर जनता के हितों से टकराव सकता है और आपकी पेशेवर नैतिकता आपको अपनी आवाज बुलंद करने में मदद करने वाली होती है हमारे पास नैतिक इंजीनियर ईमानदार नैतिक इंजीनियर सत्येंद्र दुबे जैसा मामला है वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक परियोजना अभियंता थे और बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजना में नियमों के उल्लंघन और भ्रष्ट प्रथाओं का खुलासा किया था तो वह 27 नवंबर 2003 के शुरुआती घंटों में गया में सर्किट हाउस के सामने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी जब वह ट्रैन से उतर कर अपने घर जा रहे थे इसलिए उन्होंने प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी FL को निर्माण परियोजना में वित्तीय और संविदात्मक अनियमितताएँ के बारे में विस्तार से लिखा था इसलिए उन्होंने अनुरोध किया था उसका नाम गुप्त रखा जाना चाहिए लेकिन साथ ही उसने बताया कि ये चीजें हमारे पास हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका पत्र २००२ में प्राप्त हुआ और २००३ में 27 नवंबर को उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तो यह वही है जो आप पसंद कर सकते हैं ध्यानाकर्षण जैसे कार्य को करने के लिए इसके लिए वास्तव में साहस की आवश्यकता होती है और जैसे हम देखते हैं कि इसकी कीमत उनको अपना जीवन देकर चुकानी पड़ी लेकिन वह अपने पेशेवर नैतिकता के लिए दृढ़ संकल्पित था वह अपने पेशे के प्रति बहुत प्रतिबद्ध था बड़े पैमाने पर जनता और लाभार्थियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध था इसलिए जिस भी विसंगति पर उन्होंने गौर किया उसने इसे उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाने का प्रयास किया था यह एक बहुत ही दुखद घटना थी कि उसके लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी लेकिन यह भी है कि तब उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से ध्यानाकर्षण करने वालों की सुरक्षा की जाए ध्यानाकर्षण करने वालों को सुरक्षा कैसे दे सकते हैं अन्यथा उनकी र सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए ताकि जब भी वे निरीक्षण करें कुछ भी गलत होता पाएं वे इस बारे में चिंतित नहीं हैं कि मुझे इसे रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं नहीं क्या यह मेरे जीवन को तो समाप्त नहीं कर देगा हालांकि हम ऐसे लोगों की तरह सहमत हैं जो अत्यंत साहसी नहीं हैं वे लोग जो केवल बेहद साहसी हैं वे लोग मूल्य उन्मुख होते हैं वे ध्यानाकर्षण की हिम्मत रखते हैं क्योंकि वे उनके व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचा करते हैं वे इससे बहुत ऊपर हैं और वे इसके लिए अपनी आवाज उठाना चाहते हैं लेकिन यह बन जाता है ध्यानाकर्षण की सुरक्षा के विपरीत भी अधिकारियों की जिम्मेदारी है और देखना है जैसे कि ध्यानाकर्षण किया जाता है ताकि हम ऐसे लोगों के अधिक उदाहरण प्राप्त कर सकें जो बहुत सख्त तरीके से सामने आने और उससे निपटने के लिए साहसी बनेगाअगर संगठन में गलत व्यवहार किया जा रहा है लेकिन अगर हर कोई श्री दुबे जैसे परिणाम मिलने से पीड़ित है तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि वे ध्यानाकर्षण करने से डर सकते हैं इसलिए ध्यानाकर्षण करने वाले की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उनकी गोपनीयता बनाए रखना ताकि उनके जीवन को खतरा न हो इन बातों पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है हम अगले प्रमुख प्रश्न नंबर 2 पर आएंगे जो दो विद्यमान हैं जो आज इंजीनियरिंग प्रथाओं में पाए जाते हैं इसलिए जब हमने इस बारे में चर्चा की है कि एक अच्छा इंजीनियर क्या है और क्या हैं नैतिक मूल्य जो इंजीनियरों को प्रदान करने चाहिए अब सवाल है कि आज इंजीनियरिंग प्रथाओं में निहित दो प्रमुख मूल्य क्या हैं इसलिए अगर हम दो मूल्यों की बात करते हैं तो यह सत्य और सटीकता का ज्ञान मूल्य है तो ये इंजीनियरों के नैतिक कोड के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं सत्य का ज्ञान मूल्य संदर्भित करता है स्वयं को और दूसरों को धोखा नहीं देने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करके दूसरों के सामने सत्य निष्कर्ष को बताना आपके द्वारा किए गए निर्णयों में सटीक होना उनको करना चाहिए आपके द्वारा दिए गए बयानों को केवल तथ्यों और परिणामों द्वारा समर्थित होना चाहिए इंजीनियरिंग सोसाइटी गुणवत्ता के लिए ईमानदारी और इंजीनियरों के लिए ईमानदारी पर जोर देती है यही कारण है कि उनका द्वारा विभिन्न नैतिक दिशा निर्देशों और आचार संहिता विकसित किये गए हैं और यहाँ हम देख सकते हैं और वे सभी सहमत हैं कि इंजीनियर सार्वजनिक बयान केवल एकउद्देश्यपूर्ण और सत्य तरीके से जारी करते हैं इसलिए आपके जो भी कथन हैं उनकी सत्यता अपने व्यवहार संदर्भ में सच्चाई बनाना या इंजीनियरों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसी हैं इसलिए कम्प्यूटिंग मशीनरी की आचार संहिता और व्यावसायिक आचरण कहना है कि ईमानदार कंप्यूटिंग पेशेवर एक प्रणाली या एक सिस्टम डिज़ाइन के बारे में भ्रामक दावा जानबूझकर गलत या गलत नहीं करेगा लेकिन इसके बजाय सभी स्थायी प्रणाली की सीमाओं और समस्याओं का खुलासा पूर्ण रूप से प्रदान करेगा इंजीनियर पेशेवर रिपोर्टों के बयान या गवाही में उद्देश्यपूर्ण और सत्य होना चाहिए वे ऐसी रिपोर्ट में सभी प्रासंगिक और प्रासंगिक जानकारी बयान या गवाही दिनांक और उनकी वस्तुस्थिति के साथ देंगे इसलिए जब भी हम एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो रिपोर्ट की तारीखदिनांक का उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम समझ सकें कि जो भी जानकारी प्रदान की गई है वह प्रासंगिक है उस विशेष तिथि पर क्योंकि यदि आप तारीख का उल्लेख नहीं कर रहे हैं तो कुछ स्थितियों का परिवर्तित नहीं हो सकता है जो परिणाम और फिर साझा की गई जानकारी को प्रभावित कर सकता है जो अब मान्य नहीं है इसलिए जब रिपोर्ट लिखी या जमा की जा रही हो तो तारीखदिनांक को उस पर डाल देना उचित है इसलिए उस तारीख पर यह रिपोर्ट जो बता रही है वह सही है और ठीक है इसलिए इंजीनियर सार्वजनिक रूप से तकनीकी राय व्यक्त कर सकते हैं जो ज्ञान पर तथ्यों और विषय वस्तु में सक्षमता पर स्थापित होती हैं उन्हें कभी कोई मुद्दा बयान आलोचना या तर्क नहीं बनाना चाहिए जो उन्हें ऐसा करने के लिए किसी से भुगतान किया जा रहा है या जैसे कि जब तक वे बता रहे हैं कि मैं बता रहा हूं तब तक उन्होंने अपनी टिप्पणियों को पूर्व निर्धारित नहीं किया इन इच्छुक पार्टियों की ओर से बोलना और आम तौर पर जब हम डालते हैं स्वीकार या योगदान या हम उस लेखक को स्वीकार करते हैं जिससे हम उद्धृत कर रहे हैं इसी तरह अगर वे तकनीकी पर कुछ बयान आलोचना या तर्क जारी कर रहे हैं और ऐसे मामले जो किसी के द्वारा भुगतान किए जाते हैं तो कुछ इच्छुक पार्टियों द्वारा इच्छुक पक्ष पहचान नाम हमेशा टिप्पणी करने से पहले संदर्भित किया जाना चाहिए तो यह प्रकट करना चाहिए जो कि इंजीनियरों में किसी भी अस्तित्व के हित को प्रकट करना चाहिए वे उस मामले में है तो यह कुछ संगठन के कुछ विचार के एक समर्थन की तरह हो सकता है इसलिए इन बयानों में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि मैं उनकी ओर से बोल रहा हूं एक सामान्य कथन के रूप में क्या होता है जैसे मैंने मेरे प्रासंगिक हित के बारे में पुष्टि नहीं किया है और जैसे मैं कुछ समूहों की ओर से क्यों बात कर रहा हूं तब लोग यह सोच सकते हैं कि मैं एक तटस्थ व्यक्ति हूं जो इसके बारे में बात कर रहा है इसके बारे में टिप्पणी करना और इसके बारे में लोगों की राय बनाने की कोशिश कर सकता है और लोग मेरे दिए गए बयानों पर अपने निर्णय बनाते हैं लेकिन अगर मैं व्यक्त करता हूं जैसे मुझे इस पार्टी में विशेष रुचि है और इसलिए मैं उनकी ओर से बोल रहा हूं अंतिम तर्कसंगत विकल्प बनाने से पहले लोग एक अलग तरह से सोचना पसंद कर सकते हैं हां वे इंजीनियरों के स्पष्ट रूप से दिए गए बयान को ध्यान में रखेंगे लेकिन वे यह नहीं सोचेंगे कि यही एकमात्र उत्तर संभव है वे निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करने के लिए जा रहे हैं और इसके साथ अन्य विकल्पों की तरह करने जा रहे हैंऔर यदि वे इसे प्रासंगिक पाते हैं तो वे इसे स्वीकार करने जा रहे हैं इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आप किसी की ओर से बात कर रहे हैं तो आपको यह व्यक्त करने से पहले यह बयान देना चाहिए कि उनके तरफ से क्यों बात कर रहे हैं और उस पार्टी के साथ आपके कौन से हित जुड़े हुए हैं यह आवश्यक रूप से स्पष्ट करने की जरूरत है है साथ ही बाद के मॉड्यूल में हम और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद